शब्द वैक्टर या शब्द एम्बेडिंग के बारे में ट्यूटोरियल सत्र में आपका स्वागत है इसलिए हम देखेंगे कि हम शब्दों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए शब्द एम्बेडिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं या कैसे हम इन शब्द वैक्टरों का उपयोग करके फिर से वाक्य रिप्रेजेंटेशन या दस्तावेज रिप्रेजेंटेशन का पता लगा सकते हैं स्पष्ट रूप से अवगत है कि हम सिमेंटेक हाइपोथेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं जो एक शब्द है जिसे इसके संदर्भ में इसके साथ जुड़े शब्दों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है तो हम शब्दों के रिप्रेजेंटेशन का निर्माण करने के लिए इस नोशन का उपयोग करते हैं और फिर हम इसी विशेष हाइपोथेसिस का उपयोग करते हुए समान शब्द ढूंढ लेते हैं इसलिए इस कार्य के लिए हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम पुन उन्हीं दस्तावेज़ों का उपयोग करेंगे जिन्हें पिछले ट्यूटोरियल में हमने रिव्यू दस्तावेज़ों की तरह उपयोग किया है इसलिए मैंने उन सभी को एक सिंगल सीएसवी दस्तावेज़ में यहां कलेक्ट किया है और हम डेटा का उपयोग करते हैं क्योंकि पांडा लाइब्रेरी हमें इन दस्तावेजों के स्पीडी प्रोसेसिंग या अधिक कुशल प्रोसेसिंग में मदद करता है इसलिए यहां हम इन सभी दस्तावेजों को डेटा फ्रेम ट्रेन में लोड करते हैं देखें कि क्या आपको ट्रेन में अनिवार्य रूप से लगभग 5 3 8 7 दस्तावेज हैं जो कि वे दस्तावेज हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दस्तावेज़ों के कंपाइलेशन की तरह हैं और आपने पहले इस दस्तावेज़ कलेक्शन से उन 5 नमूनों को देखा है इसलिए जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल में उल्लेख कर रहे थे कि इस विशेष दस्तावेज़ सेट का उपयोग करने से पहले बहुत अधिक प्रीप्रोसेसिंग करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए इसमें बीआर स्लैश जैसे कुछ अतिरिक्त एचटीएमएल टैग हैं इसके कुछ अन्य बाहरी मार्कर हैं इसलिए हम इसे हटा देंगे और हम इसे अन्य सामान्य कैरेक्टर्स से बदल देंगे तो यहाँ यह रेगुलर एक्सप्रेशन अनिवार्य रूप से उन एंटिटीज की तलाश में है जो अल्फा और न्यूमेरिक में हैं और अब हम क्या करते हैं कि हम इस उद्देश्य के लिए स्टॉप शब्द को हटाएंगे हम स्टॉप शब्दों का उपयोग करेंगे जो एनएलटीके के अंदर संग्रहीत हैं आप nltk कॉर्पस ढूंढ सकते हैं हमने स्टॉप शब्दों को इंपोर्ट किया है इसलिए आपने इसे अपने सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से स्थापित नहीं किया होगा तो आप क्या कर सकते हैं आप नोटबुक से ही फ़ंक्शन एनएलटीके डाउनलोड कर सकते हैं यह एक पॉप अप बॉक्स दिखाएगा जहां आप जा सकते हैं और स्टॉप वर्ड पैकेज देख सकते हैं आप बस उन पैकेजों में से एक का चयन कर सकते हैं जो स्टॉप शब्द कहते हैं और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें हमने पहले ही इसे डाउनलोड कर लिया है इसी तरह हम एक टोकेनाइजर का उपयोग करेंगे जो कि है टोकन टोकेनाइजर जो इस नोटबुक को उपयोग करने से पहले डाउनलोड किया जाना चाहिए तो हम स्टॉप शब्द लेते हैं मैं यह टिप्पणी करूँगा हाँ और हम देखते हैं कि ये स्टॉप शब्द हैं एक बार हमारे पास यह है हम क्या करते हैं कि हम प्रत्येक रिव्यू को कन्वर्ट करते हैं और हम उन समीक्षाओं में से प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द को निकालते हैं और उस प्रक्रिया में हम केस फोल्डिंग करते हैं और हम स्टॉप शब्द और अन्य सभी आवश्यक प्रीप्रोसेसिंग को हटा देते हैं इसलिए हम इसे उन सभी वाक्यों के लिए कर रहे हैं जो हमारे पास हैं हमें शुरू में एक उपयुक्त वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या एक सूची रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और फिर इसे एम्बेडिंग शब्द का उपयोग करके वेक्टर में परिवर्तित करें हां अब हम इस शब्द का उपयोग एक एम्बेडिंग मेथड के लिए करेंगे इसलिए मुझे लगता है कि वरड2वेक् word2vec एम्बेडिंग मेथड आपको याद होगा जो कक्षा में पढ़ाया गया है अन्यथा मैं आपको व्याख्यान के माध्यम से वरड2वेक् word2vec कैसे कार्य करता है जानने और देखने की सलाह देता हूं दुर्भाग्य से हमारे पास एक जैनसिम पैकेज है जो हमें पाइथन के प्रीइंप्लीमेंटेड शब्द प्रदान करता है इसलिए जब हम इस वाक्य को बदल देते हैं हम मॉडल का प्रशिक्षण करेंगे जुपिटर नोटबुक में आप मैजिक फ़ंक्शंस या मैजिक कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं अगर आप टाइम जैसी किसी चीज़ का उपयोग करते हैं यह बताएगा कि किसी विशेष फ़ंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय चाहिए इसलिए सभी 5000 दस्तावेजों से हमने लगभग 58000 अलग अलग वाक्य निकाले हैं हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि वाक्य कैसा दिखता है इसलिए पहला वाक्य ऐसा लगता है कि दिस मूवी इस एं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंन एक्सीलेंट बुक गेटिंग रन्यूइंड बाय एं मूवी तो यहां अन्य रिव्यूज भी हैं अब हमें इनमें से प्रत्येक को एक शब्द वेक्टर में बदलना है इसलिए इन शब्दों में से प्रत्येक के लिए हमें एक कुशल वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना होगा इसलिएहमें इस मॉडल का उपयोग करने से पहले कुछ पैरामीटर्स को निर्धारित करना होगा तो एक बात यह है कि हमें यह पता लगाना है कि वेक्टर को एक बार देखने के लिए वेक्टर के कितने या क्या डायमेंशन हैं हमें उम्मीद है कि यह लगभग 300 के आसपास होगा इसलिए यह अक्सर विभिन्न आयाम डायमेंशन को आज़माने के बाद इंपैरीकली रूप से सेट किया जाता है तो आउटपुट वैक्टर यहाँ प्रत्येक शब्द के लिए आकार 300 होंगे इसलिए न्यूनतम शब्द काउंट मूल रूप से एक शब्द की संख्या है जो वेक्टर निर्माण के लिए जो कॉरपस में प्रकट होते हैं इस प्रैक्टिकल उद्देश्य के लिए हो सकता है मैं इस ट्यूटोरियल उद्देश्य के लिए इसे थोड़ा कम रखूंगा तो यह एक प्रोग्रामिंग सुविधा है इसे चलाने के लिए पैरलल थरेडस की संख्या क्या है जो आपका काम तेजी से करता है लेकिन यह आपके सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करता है आगे कांटेक्स्ट विंडो साइज आता है इसलिए कांटेक्स्ट विंडो साइज का आकार अनिवार्य रूप से दिए गए वाक्य के लिए देखता है कि पास के कितने शब्दों पर विचार किया जाना है इसलिए अगर मैं इस शब्द पर विचार करता हूं उदाहरण के लिए इस दिए गए शब्द के लिए कितने शब्द बचे हैं और दिए गए शब्द के राइट पर वेक्टर का निर्माण करते समय विचार किया जाना चाहिए इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सीमेंटेक्स शब्द पर निर्भर करता है और यह पास का कांटेक्स्ट है और हम यहाँ एक कैप सेट करते हैं या शब्द की संख्या पर एक लिमिट जो इस कांटेक्स्ट मे दिखाई देती है ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम प्रत्येक शब्द के लिए वेक्टर तैयार करते हैं हमें इस गणना की आवश्यकता है तो मॉडल द्वारा इसे अनदेखा किया जाएगा हालांकि हमारे पास समय के हित में लगभग 58 वाक्य हैं मैं यहाँ कम संख्या में वाक्यों का प्रयोग करूँगा इसलिए हम मॉडल के रूप में काम करने के लिए शब्द का उपयोग करते हैं कार्य मॉडल के लिए यह शब्द जैनसिम में परिभाषित किया गया है इसलिए हम देख सकते हैं कि जैनसिम से मैं वर्ड2वेक इंपोर्ट कर रहा हूं इसलिए जब हमारे पास वर्ड2वेक होता है तो हम इसका आकार 300 तक रख देते हैं जो जड़ फीचर है और हम मिन शब्द की संख्या गिनते हैं जो दिखाई देनी चाहिए मेरा मतलब है कि इसे एक कॉर्पस में प्रदर्शित होने से पहले कितनी बार दिखाई देना चाहिए क्योंकि इस पर विचार करने की आवश्यकता है तो हाँ जब यह आता है तो उन सभी शब्दों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी कुल फ्रीक्वेंसी उस विशेष गणना से कम होती है आप इनमें से प्रत्येक फ़ंक्शन की परिभाषा देखने के लिए अपने कीबोर्ड में शिफ्ट टैब कीज़ का उपयोग कर सकते हैं अब यह पैरामीटर एसजी 0 के बराबर है तो अगर आपको याद है कि वर्ड2वेक का उ पयोग करने के 2 तरीके थे एक तो स्किप ग्राम मॉडल था और दूसरा सीबीओडब्ल्यू मॉडल था इसलिए जब हम एसजी को 0 c बराबर रखें तो cbow सीबीओडब्ल्यू का उपयोग किया जाता है लेकिन लेकिन अगर हम sg का उपयोग एक प्रणाली के बराबर करेंगे और मॉडल स्किप ग्राम मॉडल का उपयोग करेगा इसलिए यहां डिफ़ॉल्ट रूप से हम एसजी को 0 के बराबर रख रहे हैं देखें हम मॉडल को प्रशिक्षित करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कितना समय लगता है इसलिए लगभग 3 सेकंड में हमारे पास अपना मॉडल प्रशिक्षित है तो चलिए हम वाक्यों की गिनती बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखें कि इसमें कितना समय लगता है देखें कि यह आकार से लगभग दोगुना है इसलिए कुछ अन्य तर्क हैं जिन्हें आपको उदाहरण समझना चाहिए यहां हम डाउन सेंपलिंग को मूल्य के रूप मैं आर्गुमेंट सैंपल को देते हैं इसलिए यह अनिवार्य रूप से कहता है कि यदि आपके पास निश्चित संख्या में शब्द हैं जो कि हमें जितना चाहिए उससे कहीं अधिक है तो वे रेंडम राउंड सैंपल हैं इसी तरह यहां नेगेटिव है इसलिए जब हम इस अरगुमेंट के साथ इस फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं तो यह मूल रूप से उस नेगेटिव सैंपल की देखभाल करता है जो उस शब्द का कुशलता से उपयोग करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से यह 5 नेगेटिव नमूनों की तलाश करता है यह उन अलग अलग मूल्यों को सेट करता है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले वैक्टर की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे तो अब हम क्या करते हैं कि एक बार हमारे पास मॉडल है जहां हमारे पास उन प्रत्येक शब्दों के लिए एक वेक्टर है जो 50000 वाक्यों में हैं हम एक नया वाक्य देते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द मॉडल में सबसे अधिक भिन्न है तो हम देख सकते हैं कि किचन शब्द में मौजूद नहीं है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है इसलिए मैन वूमेन और चाइल्ड के बीच यहां चाइल्ड अन्य 2 शब्दों में से सबसे अलग शब्द है जो मैन और वूमेन है उदाहरण के लिए हमें कोई दूसरा शब्द दिखाई देता है मान लें कि हम उन शब्दों में से एक को लेते हैं जैसे परफेक्ट और देखते हैं कि क्या यह रिजल्ट को बदलता है तो अब 4 शब्दों में से मैन वूमेन चाइल्ड और परफेक्ट के बीच आप देखते हैं कि अन्य 3 में परफेक्ट सबसे ज्यादा अलग है अब हमारे पास यह फ़ंक्शन भी समान हो सकता है जो मूल रूप से एक शब्द बताता है पूरे कॉर्पस में अन्य समान शब्द क्या हैं तो हम देख सकते हैं कि इस शब्द में मैन के समान शब्द हैं जो वूमेन किलर फादर इत्यादि हैं जो इसके समान समानता स्कोर के साथ हैं समानता स्कोर जो आमतौर पर उपयोग किया जाता है समानता पैदा कर रहा है हालांकि अन्य समानता कार्यों को भी कुशलता से उपयोग किया जा सकता है इसलिए अब अगर हमें वाइफ शब्द मिल जाए इसी तरह का शब्द जो सन फादर ब्रदर गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई देता है वह अलग समानता स्कोर है इसलिए हालांकि हम सूची में मौजूद शब्दों के बीच यथार्थ संबंध नहीं बता सकते यहाँ हम यह जान सकते हैं कि इस शब्द के समान दिखने वाले शब्द वास्तव में दिए गए शब्द के समान हैं इसलिए यदि हम आफुल शब्द देते हैं हमें अन्य समान शब्द मिलते हैं जिनका उपयोग उसी संदर्भ में किया जा सकता है इसी तरह हम टेरिबल हॉरिबल बोरिंगडल इत्यादि भी ढूंढ सकते हैं तो यह अनिवार्य रूप से समान शब्द खोजने के लिए हम वर्ड2वेक का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो आप कैगल चुनौतियों पर एक नज़र डाल सकते हैं जहाँ उनकी अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं जहाँ हम वैक्टर शब्द का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने इस ट्यूटोरियल को कैगल ट्यूटोरियल या कैगल प्रतियोगिता से लिया है जब बैग ऑफ वर्ड्स एक बैग पॉपकॉर्न के बैग से मिलता है जहाँ आप एक कार्य का निर्माण करने वाले हैं जहाँ आप मूल रूप से शब्द वैक्टर बनाने के लिए समीक्षा डेटासेट का उपयोग करते हैं और फिर उनका उपयोग सेंटीमेंट एनालिसिस कार्य के लिए करें जो हमने पहले देखा है इसलिए उनके पास इस विशेष ट्यूटोरियल के अलग अलग हिस्से हैं इसमें से प्रत्येक के माध्यम से जाना उचित होगा इसके अलावा मैं सिर्फ डॉक्2वेक् का जिक्र करूंगा जो हमारे वर्ड2वेक का सुधार है या जो मूल रूप से इसे सुधार के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है लेकिन यह दस्तावेज़ के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाने की एक विधि है देखें कि हमने विषय मॉडलिंग ट्यूटोरियल में देखा है कि इस विशेष ट्यूटोरियल में प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था हम किसी भी दस्तावेज़ रिप्रेजेंटेशन का उपयोग नहीं कर रहे थे हम प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द के लिए एक वेक्टर का उपयोग कर रहे थे अब हम इस शब्द वर्ड2वेक वैक्टर का उपयोग दस्तावेज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे कर सकते हैं और हमारे पास यह डॉक्2वेक् मेथड है तो आप यहां डॉक्2वेक् पेपर देख सकते हैं जो इस विशेष नोटबुक से जुड़ा हुआ है यहां हम जैनसिम में दिए गए डिफ़ॉल्ट ट्यूटोरियल का उपयोग करेंगे तो जैनसिम में पहले से ही एक कॉर्पस है और पहले से ही इस मॉडल में डॉक्2वेक् लागू है इसलिए हम केवल उस कॉर्पस को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि जैनसिम में हैं और हम देख सकते हैं कि उन्होंने टैग किए गए कॉर्पस प्रदान किए हैं तो यहाँ व्यक्तिगत शब्दों के साथ कॉर्पस है जो दस्तावेज़ बनाता है और यह संबंधित टैग दिया गया है इसी तरह इसके टैग के साथ एक और दस्तावेज दिया गया है क्योंकि अब हमारे पास एक टेस्ट कॉर्पस है तो परीक्षण कॉर्पस टैग प्रदान नहीं किया गया है अब हम डॉक्2वेक् मॉडल को शुरू करते हैं इसलिए डॉक्2वेक् में आप विभिन्न तर्क पा सकते हैं आप डॉक्2वेक् को दे सकते हैं इसलिए यहाँ आकार फीचर वेक्टर का डाइमेंशनल वेक्टर है तो अब प्रत्येक दस्तावेज़ को दिए गए आकार के साथ एक वेक्टर के रूप में दर्शाया जाएगा और आप अन्य तर्कों पर भी गौर कर सकते हैं अब एक बार जब हमारे पास यह मॉडल होता है तो हम वोकैबलरी का निर्माण करते हैं और हम इसका उपयोग कॉर्पस को प्रशिक्षित करने के लिए करते हैं अब इस मॉडल के साथ जब आपके पास यह वेक्टर है जिसमें निम्नलिखित शब्द हैं ओन्ली यू कैन प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर हमें उस विशेष दस्तावेज़ के लिए एक प्रतिनिधित्व मिलता है इसका आकार क्या है तो हम देख सकते हैं कि इस विशेष वेक्टर का आकार 50 है अब एक बार जब हम अपने ट्रेनिंग कॉर्पस में प्रत्येक दस्तावेज के लिए इस वेक्टर को देखते हैं तो हम क्या करते हैं हम एक विशेष दस्तावेज़ लेते हैं और इसे अन्य वैक्टर या हम इसे अन्य वैक्टर के साथ समानताएं पाते हैं और फिर हम उनमें से प्रत्येक के लिए एक रैंक बनाते हैं हमने जो किया है वह यह है कि हमने प्रत्येक अलग दस्तावेज़ के लिए वैक्टर ले लिया है और आपस में तुलना की है और हम उन दस्तावेजों में समानता पाते हैं तो आप यहाँ क्या देखते हैं यह मूल रूप से किसी दिए गए दस्तावेज़ की समानता है और रैंक है इसलिए यह संख्या कम है यह बेहतर है और हम पा सकते हैं कि उनमें से बहुतों में बहुत अधिक समानता है और वे एक ही मूल्य साझा करते हैं इसलिए इन्हें 1 से रैंक किया गया है तो आइए देखते हैं कि वे दस्तावेज कौन से हैं इसलिए हम इस दस्तावेज़ की तुलना कर रहे थे और हम देखते हैं कि सबसे समान और भिन्न दस्तावेज़ ये दस्तावेज़ हैं हम देख सकते हैं दस्तावेज 299 में सबसे अधिक समानता है या 83 उच्चतम समानता वालों में से एक है और आप इन 2 दस्तावेजों पर एक नज़र डाल सकते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से यदि आप देखते हैं कि दोनों दस्तावेज़ में कंटेंट्स हैं मूल रूप से बहुत समान मुद्दों के बारे में बात करता है और इसलिए उनके कंटेंट्स में समान शब्द हैं और इस तरह मॉडल दस्तावेज़ समानता खोजने में सक्षम है यहां हमें एक और दस्तावेज मिला है जो मीडियन में है तो हम देख सकते हैं कि हाईली रैंक और मीडियन के बीच की सिमिलरिटी डिफरेंट नहीं है इसलिए अभी भी हम उन शब्दों में अंतर पा सकते हैं जो इन सभी दस्तावेज़ों के कंटेंटेक्स्ट में उपयोग किए जाते हैं और यहाँ दिया गया सबसे कम समान दस्तावेज यह है तो ये सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से एक ही काम या एक किताब से आ रहे हैं और ये एक ही लेख के विभिन्न पैराग्राफ हैं इसलिए वे कम या ज्यादा समान हैं फिर भी उनके बीच रिलेटिव डिफरेंस उनकी समानता के भीतर मतभेद हैं तो डॉक्2वेक् अनिवार्य रूप से दिए गए कॉर्पस में दस्तावेजों के बीच दस्तावेजों की समानता को संभालने में मदद करता है यह सब हम विशेष रूप से शब्द वैक्टर का उपयोग करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन सीमेंटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे